नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है मैं IIT कानपुर से हूंI हम इन 8 हफ्तों के लिए सेवाओं के प्रबंधन और सेवा व्यवसाय में आज की दुनिया में समकालीन मुद्दों पर और सेवा दर्शन के साथ उन्हें देखते हुए बातचीत कर रहे हैं पिछले सत्र में हम सेवा उत्कृष्टता बनाने के बारे में भारत से एक महान उदाहरण के बारे में चर्चा कर रहे थे हम अरविंद आई केयर फाउंडेशन पर उस लाइव केस स्टडी को उठाएंगे और कुछ पहलुओं पर विशेष जोर देने के साथ विस्तार से देखेंगे जो आपको किसी भी सेवा में उत्कृष्टता प्रक्रियाओं बनाम उत्कृष्टता को प्रबंधित करने में मदद करेगा मैंने आपसे आखिरी बार अरविंद आई केयर अरविंद आई हॉस्पिटल फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाने का अनुरोध किया था दरअसल गूगल सर्च या यू ट्यूब के माध्यम से आपको अरविंद पर प्रसिद्ध शोधकर्ताओं शिक्षाविदों चिकित्सकों पत्रकारों के कई अच्छे केस स्टडी और प्रस्तुतियां मिलेंगी यह सेवा उत्कृष्टता के लिए एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त मॉडल है आइए हम कुछ प्रमुख तथ्यों को देखें डॉ वी वेंकटस्वामी जिन्हें डॉ वी के रूप में जाना जाता है यह उनकी दृष्टि है जिसने इस महान सेवा संगठन का निर्माण किया उन्होंने कुछ विश्वसनीय सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ शुरुआत की और शुरुआती बिंदु बहुत सरल था और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है बहुत ही कम बार आप हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश में उत्कृष्टता के लिए एक सेवा मॉडल बनाते हैं ज्यादातर समय सफलता के उदाहरण इस तरह के फोकस से आते हैं एक वैश्विक दृष्टिकोण से मोतियाबिंद सर्जरी गुणवत्ता की देखभाल उचित लागत पर वैश्विक मानक नेत्र देखभाल प्रदान करते हैं अब आंखों की देखभाल स्वयं विभिन्न प्रक्रियाओं विभिन्न ऑपरेशनों की संख्या सर्जरी परीक्षाओं की संख्या हो सकती है लेकिन डॉ वी ने मोतियाबिंद सर्जरी के साथ शुरू करने का फैसला किया पहला कदम बहुत ठोस बहुत कुरकुरा और महत्वाकांक्षा बहुत स्पष्ट थी वैश्विक स्तर पर उचित लागत पर गुणवत्तापूर्ण नेत्र देखभाल और अमीर और गरीब को समान रूप से सेवा प्रदान करती है डॉ वी ने मूल्यांकन किया था और उन्होंने इसके बारे में बात की थी उनके कई भाषण आपके लिए यू ट्यूब पर सुनने के लिए उपलब्ध हैं जो अनावश्यक अंधापन को दूर करने की जरूरत है क्योंकि उन्होंने जांच की और उन्होंने समझा कि बहुत से लोग जो असहाय हैं उस समय जैसा कि अंधेपनको को बचाया जा सकता था उचित समय पर उचित नेत्र देखभाल के साथ सामान्य जीवन दिया जा सकता था ये कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं ये इस तरह के हैं यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब अरविंद आई केयर के लोग बोलते हैं जब वे अपने मूल्य प्रस्ताव पेश करते हैं तो वे बहुत ही हवा में बात करते हैं वे दृष्टि के बारे में बात करते हैं वे दर्शन के बारे में बात करते हैं वे अपने मिशन के बारे में बात करते हैं लेकिन जो उल्लेखनीय है वे हमेशा अच्छे तथ्यों और अच्छे आंकड़ों के आधार पर तैयार होते हैं और मैं आज आपके साथ इस बात पर चर्चा करूंगा कि सेवा उत्कृष्टता बनाने के लिए उस डेटा की व्याख्या कैसे की जा सकती है इसलिए उन्होंने देखा कि अंधेपन की यह समस्या एक वैश्विक समस्या है लेकिन यह विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए भारत जैसे देशों के लिए एशिया के अन्य हिस्सों अफ्रीका लैटिन अमेरिका और इतने पर एक तीव्र समस्या है उन्होंने यह भी पाया कि मोतियाबिंद के अलावा जो एक व्यापक रूप से होने वाली राग है विकासशील देशों में मैक्युलर डिजनरेशन जैसी अन्य महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी से जुड़ी हुई हैं और कभी कभी चाल को बढ़ा रही हैं दुर्भाग्य से आज भारत जैसे देश में और निश्चित रूप से उम्र से संबंधित हैं और अन्यथा अक्सर ग्लूकोमा जैसी बीमारी होती है लेकिन जैसा कि मैंने डॉ वी द्वारा तय किए गए उल्लेख किया है अरविंद टीम ने फैसला किया कि वे मोतियाबिंद पर ध्यान केंद्रित करेंगे वे कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करेंगे और कारण वे मोतियाबिंद चुनते हैं क्योंकि उन्होंने विश्लेषण किया कि यह एक राग है जिसका इलाज किया जा सकता है कि प्रतिकृतीयोग्य परीक्षण मानक प्रक्रिया चरणों के साथ भाग लिया जा सकता है इसलिए पिछले कुछ सत्रों में हम सर्विस ब्लू प्रिंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं प्रक्रिया मानचित्र बना रहे हैं प्रवाह आरेख का निर्माण कर रहे हैं जाहिर है एक प्रक्रिया मानचित्र या प्रवाह आरेख बनाने के लिए आपके पास विवेकपूर्ण रूप से पहचाने जाने योग्य प्रक्रिया चरण होने चाहिए यह एक उदाहरण है जहां इस स्वास्थ्य देखभाल सेवा के उदाहरण में प्रक्रिया चरण हैं जिन्हें दोहराया जा सकता है और जो स्पष्ट रूप से पहचान योग्य हैं और इसलिए आप यह कर सकते हैं कि हमने पहले सत्र में चर्चा की थी यह गैर मूल्य वर्धित या गैर जोड़ने वाले चरणों को हटा रहा है इसलिए पोस्ट करने के लिए कोई स्तंभ नहीं कोई भी आंदोलन जो प्रक्रिया के प्रवाह के माध्यम से अनावश्यक है कोई समय प्रतीक्षा में खर्च नहीं करता है या जितना संभव हो सके प्रतीक्षा में बहुत कम समय बर्बाद होता है दूसरी बड़ी बात यह सेवा व्यवसाय मॉडल के क्षेत्र में आ रही है डॉ वी ने पाया कि अगर अरविंद उच्च स्तर की वैश्विक मानक नेत्र देखभाल प्रदान कर सकता है तो कई लोग थे जो उचित स्तर पर भुगतान करने के इच्छुक थे वह समझ गया था कि वह एक वैश्विक मानक सुविधा बना सके फिर लोग आएंगे भुगतान करने वाले रोगियों को सेवा उत्कृष्टता के कारण उनके पास मौजूद कई अन्य विकल्पों की वरीयता में आएंगे और उन्होंने एक बिजनेस मॉडल बनाया जहां भुगतान करने वाले मरीज कुछ भुगतान करने वाले मरीज कई मरीजों की देखभाल पर सब्सिडी दे सकते थे जो भुगतान करने में असमर्थ थे जो अर्थव्यवस्था पिरामिड के निचले हिस्से में थे उनके पास उचित उपचार प्राप्त करने के लिए संसाधन नहीं थे तो जो बिड जॉन बेसेंट कीथ पविट जैसे कई शोधकर्ता वे नए व्यवसाय निर्माण के क्षेत्र में उद्यमिता के क्षेत्र में नवाचार के क्षेत्र में सभी विश्व प्रसिद्ध शोधकर्ता हैं वे सभी अरविंद का अध्ययन कर चुके हैं और वे सभी उच्च दर्शन अभिनव व्यापार मॉडल के इस संयोजन की बहुत विवेकपूर्ण बहुत वैज्ञानिक डेटा आधारित प्रक्रिया प्रबंधन के साथ प्रशंसा कर चुके हैं तो आप इस स्लाइड में यहां एक और उदाहरण देखते हैं एक अच्छे सेवा व्यवसाय के बाद कदम जो छोटे कदम उठाते हैं सुरक्षित कदम उठाते हैं इससे पहले कि वे छलांग लेते हैं इसलिए 1976 में मदुरै में अरविंद नेत्र अस्पताल 20 बिस्तर पर शुरू हुआ अगले साल यह 30 बिस्तर पर चला गया वे शुरू में उचित लागत पर गुणवत्ता नेत्र देखभाल प्रदान करते थे वे वास्तव में उन दिनों में उचित पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल की सुविधा नहीं थी अगले साल उन्होंने कहा कि मरीज सर्जरी के बाद एक निश्चित समय के लिए घर में हो सकते हैं जब तक कि उन्हें घर जाने के लिए छुट्टी दे दी जाए 1978 से 30 में पहला कदम देखें इसलिए एक छोटा कदम था सुरक्षित प्रगति 2 साल बाद 30 से वे 70 तक गए 3 साल बाद 78 से 81 तक 70 से 250 हो गए क्योंकि उन्हें पहले से ही प्रक्रिया में महारत हासिल है वे पहले से ही उन शरारती बिंदुओं पर काम कर चुके हैं जो पहले से ही पहले से ही बाधाओं पर काम कियाऔर इसलिए वे अब चार ऑपरेशन थिएटरों के साथ एक 250 बेड 80000 वर्ग फीट की बड़ी सुविधा पर जा सकते हैं तो 76 और 81 के बीच 5 साल 20 से 250 तक प्रगति करते हैं लेकिन एक छलांग में नहीं उत्तरोत्तर हर स्तर पर काम कर रहे हैं प्रत्येक वृद्धिशील कदम पर प्रक्रिया प्रवाह बाधाओं को हल करना स्पर्श बिंदुओं को अनुकूलित करना इसलिए पिछले कुछ सत्रों में हमने जिन विभिन्न मुद्दों के बारे में बात की है आप अरविंद के यहाँ एक डिस्प्ले देखते हैं इसलिए यह कहा जाता है कि पिछले सत्रों में चर्चा किए गए कई मुद्दों को पूरी तरह समझने के लिए बहुत अच्छा केस स्टडी है इसलिए 1981 तक उन्होंने न केवल मोतियाबिंद की संख्या अलग अलग बना ली थी बल्कि उस समय तक वे मधुमेह रेटिनोपैथी में चले गए थे वे कॉर्निया मोतियाबिंद के इलाज में चले गए थे तो आगे जो हुआ वह अगली बड़ी छलांग थी तो यह उन्होंने इसे बुलाया है या बल्कि जो लोग अपने मामले के अध्ययन में इसका अध्ययन कर रहे हैं उन्होंने अक्सर इसे रणनीतिक प्रबंधन ढांचे लघु कूद प्रमुख विकास पहल और इतने पर कहा है तो आप इस समय तक देखें वर्ल्ड वाइड लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया था कि कैसे अरविंद आई केयर ने असेंबली हेल्थ केयर में प्रक्रिया की तरह असेंबली लाइन की शुरुआत की इसलिए स्वास्थ्य देखभाल पहले या मोतियाबिंद ऑपरेशन एक शिल्प की तरह अधिक था डॉक्टर पूरी प्रक्रिया के प्रवाह में सबसे उच्च मूल्य वाले व्यक्ति ने खुद या खुद के लिए कई कदम उठाए और इसलिए प्रत्येक रोगी ने डॉक्टर के समय पर कब्जा कर लिया तो डॉक्टर अधिकतम एक दिन में 10 15 20 ऑपरेशन कर सकते हैं अरविंद अस्पताल ने औद्योगिक इंजीनियरिंग विनिर्माण विज्ञान की अच्छी समझ और आंखों की देखभाल में उस समझ की तैनाती की शुरुआत की तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक प्रसिद्ध लेख लिखा कि मैकडॉनल्ड्स से मैक तक शल्य चिकित्सा उन्होंने ऐसा क्यों कहा क्योंकि उस समय मैकडॉनल्ड्स प्रसिद्धि या दावा करने के लिए दावा किया गया था और वह आज एक शीर्ष सेवा ब्रांड है सेवा उत्कृष्टता के लिए एक पर्यायवाची है क्योंकि उन्होंने व्यवस्थित रूप से काम करने का प्रवाह किया है यथोचित स्तर पर उच्च मात्रा में उत्पादन लागत प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता के विचार के साथ बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कदमों के बाद कदमों के बाद और आसानी से कैनसस यूएसए से कलकत्ता भारत में पुन पेश किया गया इसलिए सभी मैकडॉनल्ड्स आउटलेट वे एक ही प्रक्रिया मॉडल पर काम करते हैं और इसलिए कर्मचारियों को दुनिया भर में कौशल के एक प्रमुख सेट में प्रशिक्षित किया जाता है जिसे दोहराया जा सकता है जिसे एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाया जा सकता है समय और गति के अच्छे उपायों के साथ ताकि वे अनुकूलित हों हम अगले सत्र में देखेंगे कि कैसे अरविंद नेत्र अस्पताल ने उन सिद्धांतों का उपयोग किया जिन्हें मैकडॉनल्ड्स से सीखा जा सकता है डॉवी को कम लागत और उचित लागत पर अच्छी सेवा के मैकडॉनल्ड्स स्तर के बारे में बात करने का बहुत शौक था और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मैकडॉनल्ड्स से शल्य चिकित्सा मैक के बारे में लिखा उन्होंने उन सिद्धांतों को कैसे अपनाया और दक्षिण भारत में इस विश्व स्तरीय घटना का निर्माण किया जिसका अनुकरण अब दुनिया भर के कई देश कर रहे हैं हम अगले सत्र में अधिक गहराई से अध्ययन करेंगे